इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है प्रायोगिक भौतिकी II मैं भौतिकी विभाग IIT खड़गपुर से अमल कुमार दास हूं इस व्याख्यान में मैं इस पाठ्यक्रम के बारे में परिचय दूंगा तो इसका क्या उद्देश्य है और क्या अवधारणाएं है यह इस व्याख्यान में शामिल होंगी मैं इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य के बारे में पाठ्यक्रम के सिलेबस की चर्चा करूंगा साथ ही प्रयोगशाला और उपकरण के बारे में चर्चा करूंगा आइए हम पहले इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य के बारे में चर्चा करें प्रयोगात्मक भौतिकी पाठ्यक्रम 3 मॉड्यूल में डिज़ाइन किया गया है प्रत्येक मॉड्यूल 30 घंटे का है तो वे 3 मॉड्यूल क्या हैं प्रायोगिक भौतिकी I जहां मैकेनिकस पर प्रयोग पदार्थ के सामान्य गुण पदार्थ के थर्मल गुण ध्वनि बिजली और चुंबकत्व पर चर्चा की जाती है मॉड्यूल 2 में प्रायोगिक भौतिकी II हम ऑप्टिक्स और क्वांटम भौतिकी पर प्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे और तीसरे मॉड्यूल प्रायोगिक भौतिकी III में हम ठोस अवस्था भौतिकी और आधुनिक प्रकाशिकी के प्रयोगों पर चर्चा करेंगे पिछले सेमेस्टर में प्रायोगिक भौतिकी I की पेशकश की गई थी और लगभग 2500 छात्रों ने यह पाठ्यक्रम लिया इस सेमेस्टर में प्रायोगिक भौतिकी II की पेशकश की जाएगी और प्रायोगिक भौतिकी III की अगले सेमेस्टर में पेशकश की जा सकती है इसलिए प्रायोगिक भौतिकी I की तरह जिन्होंने इस पाठ्यक्रम को लिया है आप जानते हैं कि हमने मुख्य रूप से प्रयोगों की चर्चा बहुत ही सरल तरीके से की है और यह पाठ्यक्रम विज्ञान के छात्रों इंजीनियरिंग के साथ साथ प्रौद्योगिकी छात्रों के लिए भी उपयुक्त था प्रायोगिक भौतिकी I की तरह यह मॉड्यूल II विज्ञान इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के सभी स्नातक छात्रों के लिए भी उपयुक्त है इस पाठ्यक्रम के लिए कोई पूर्व आवश्यकता नहीं है कक्षा बारहवीं में विज्ञान की पृष्ठभूमि इस पाठ्यक्रम को समझने के लिए पर्याप्त है यह पाठ्यक्रम स्व व्याख्यात्मक है और आपको कई सामान्य उपकरणों के विशेष उद्देश्यों के साथ विभिन्न प्रयोगों में उनके अनुप्रयोगों के माध्यम से इनके काम के सिद्धांतों को समझाएगा यह पाठ्यक्रम मूल रूप से उन सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है जो बीएससी BSc बीई BE बीटेक BTech में अपनी डिग्री हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं जिसमें एकीकृत एमएससी MSc एमई ME एमटेक MTech शामिल हैं इसके अलावा उन व्यवसायों के कौशल विकास के लिए जहां उपकरणों को संभालना है साथ ही यह पाठ्यक्रम GATE NET JAM और JEST जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया लाएगा जो IIT UGC और CSIR IIT और SERB क्रमशः द्वारा आयोजित की जाती हैं इस मॉड्यूल II में आप विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से रिफ्लेक्शन रिफ्ररेक्शन इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन और क्वांटम भौतिकी के बारे में जानेंगे अब इस पाठ्यक्रम का सिलेबस निम्नलिखित हैं मैं प्रयोगशाला में मूल विश्लेषण के बारे में चर्चा करूंगा मूल रूप से मैं महत्वपूर्ण आकृति माप में त्रुटि का स्रोत माप में त्रुटियों का न्यूनतमकरण अंशांकन का महत्व ग्राफ पेपर पर डेटा प्लॉटिंग का महत्व परिणामों की व्याख्या आदि पर चर्चा करूंगा साथ ही प्रयोगशाला में बरते जाने वाली सावधानियों पर इसके अलावा मैं प्रयोगशाला में बुनियादी घटकों के बारे में चर्चा करूंगा जो इस पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक हैं मुख्य रूप से मैं प्रकाश स्रोत के बारे में चर्चा करूँगा जो प्रकाशिकी प्रयोगों के लिए अनिवार्य है और फिर मैं दर्पण लेंस प्रिज़्म ग्रेटिंग बीम स्प्लिटर पोलेराइजर x y z अनुवादक घुमाव या झुकाव मंच स्पिरिट लेवल स्पेक्ट्रोमीटर दूरबीन और माइक्रोस्कोप के बारे में चर्चा करूंगा तो ये प्रकाशिकी प्रयोगशाला में बुनियादी उपकरण हैं जैसा कि मैंने बताया कि प्रकाश स्रोत प्रकाशिकी प्रयोगों के लिए प्रकाश स्रोत अनिवार्य है और साथ ही आप दर्पण विभिन्न प्रकार के दर्पण देखेंगे एक सादा दर्पण है मुख्य रूप से इसका उपयोग प्रकाश की दिशा बदलने के लिए किया जाता है और अन्य दर्पण हैं उत्तल दर्पण अवतल दर्पण इसके अलावा लेंस है यह दो प्रकार का होता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस और प्लानो अवतल प्लानो उत्तल इत्यादि इसलिए मैं उनके और उनके सिद्धांतों उनके गुणों और जहां हम उनका उपयोग करेंगे के बारे में चर्चा करूंगा एक और महत्वपूर्ण घटक प्रिज्म है जिस पर मैं चर्चा करूंगा इस प्रिज्म का उपयोग करते हुए आप प्रयोग कर सकते हैं प्रिज्म के कोण को कैसे मापें और इस प्रिज्म का उपयोग प्रकाश के फैलाव के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें फैलने वाली शक्ति है प्रिज्म का उपयोग स्पेक्ट्रोमीटर का संरेखण करने के लिए भी किया जाता है मतलब समानांतर किरणों के लिए स्पेक्ट्रोमीटर को तैयार करने के लिए प्रयोग के लिए समानांतर किरणें प्राप्त करने के लिए इस प्रिज्म का उपयोग कैसे करें जिस पर हम चर्चा करेंगे और आप जानते हैं कि ग्रेटिंग बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है प्रकाश के फैलाव में उपयोग करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक मतलब प्रकाश की वेवलेंथ को अलग करना तो इस ग्रेटिंग का उपयोग अज्ञात प्रकाश की वेवलेंथ को मापने के लिए किया जाता है जिस पर चर्चा की जाएगी फिर बीम सप्लीटर प्रकाश के एक ही स्रोत से एक किरण आएगी और यह किरण हम बीम सप्लीटर का उपयोग करके दो या अधिक में विभाजित कर सकते हैं और पोलराइज़र एक अन्य उपकरण है जिसका उपयोग प्रकाश को पोलराइज़ करने के लिए किया जाता है और प्रकाश के पोलराइजेशन का विश्लेषण करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं जिसे एनालाइजर कहा जाता है यह कुछ नहीं बस एक ही उपकरण है जो एक पोलराइज़र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और यह एक एनालाइजर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए उपयोग के आधार पर हम एक ही उपकरण को पोलराइज़र और एनालाइजर कहते हैं और प्रकाशिकी प्रयोग में भी आपको प्रकाश संरेखित करने की आवश्यकता है प्रकाश का मार्ग संरेखित करें और इसके लिए आपको घटकों का उलथा करने की आवश्यकता हो सकती है दर्पण या लेंस या जो भी इसके अलावा हम विभिन्न प्रकार के मंच का उपयोग करते हैं जो आपको विकल्प देते हैं कि आप अपने घटक को x दिशा के साथ स्थानांतरित कर सकते हैं y दिशा के साथ Z दिशा के साथ प्रकाशिकी प्रयोग में इस तरह के मंच का अक्सर उपयोग किया जाता है इसके अलावा आपको घटकों के घुमाव के साथ साथ घटकों के झुकाव के लिए भी मंच की आवश्यकता है प्रकाशिकी प्रयोग में उस प्रकार का मंच बहुत आवश्यक और इसे अक्सर उपयोग किया जाता है और स्पिरिट लेवल इसका उपयोग स्पेक्ट्रोमीटर को समतल करने के लिए किया जाता है और स्पेक्ट्रोमीटर इस प्रकाशिकी प्रयोग के लिए स्वयं बहुत महत्वपूर्ण है हम स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में चर्चा करेंगे इस स्पेक्ट्रोमीटर का निर्माण क्या है स्पेक्ट्रोमीटर में कौन से घटक हैं और स्पेक्ट्रोमीटर में विभिन्न घटकों के उद्देश्य क्या हैं साथ ही टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप प्रकाशिकी के प्रयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं और हम टेलीस्कोप के साथ साथ माइक्रोस्कोप के बारे में चर्चा करेंगे फिर हम प्रकाशिकी पर विभिन्न प्रयोगों का प्रदर्शन करेंगे एक प्रयोग है पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निर्धारण करना पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निर्धारण कैसे करें यह हम अपनी प्रयोगशाला में प्रदर्शित करेंगे पहले मैं इस प्रयोग के सिद्धांत के बारे में चर्चा करूंगा और फिर मैं इस प्रयोग के लिए प्रायोगिक सेट दिखाऊंगा और फिर प्रयोग कैसे करें डेटा का विश्लेषण कैसे करें और परिणाम कैसे प्राप्त करें इस मामले में परिणाम पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फिर हम एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई एक अवतल लेंस की फोकल लंबाई के निर्धारण के बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे शूस्टर विधि Schuster's method के बारे में प्रदर्शित करेंगे प्रकाशिकी प्रयोगशाला में यह बहुत महत्वपूर्ण विधि है यह विधि बहुत महत्वपूर्ण है और इस पद्धति का क्या महत्व है इस पर मैं चर्चा करूंगा मैं समानांतर किरणों के लिए एक स्पेक्ट्रोमीटर को केंद्रित करने की शूस्टर की विधि Schuster's method का प्रदर्शन करूंगा कई प्रयोगों में आपको समानांतर किरणों की आवश्यकता होती है स्रोत से किरणें आ रही हैं जो समानांतर नहीं हैं लेकिन प्रयोग के लिए मुझे समानांतर किरणें चाहिए तो समानांतर किरणें कैसे प्राप्त करें यह मूल रूप से इस शस्टर की विधि Schuster's method का उपयोग करके प्राप्त कर सकते है मैं वह विधि प्रदर्शित करूँगा फिर हम प्रदर्शित करेंगे कि किसी दिए गए प्रिज्म के कोण को कैसे निर्धारित किया जाए यदि एक प्रिज्म आपको दिया जाता है तो इस प्रिज्म के कोण का पता कैसे लगाएं फिर हम चर्चा करेंगे कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसकी डिस्पर्सिव पावर का पता कैसे लगाया जाए फिर हम प्रदर्शित करेंगे कि साधारण और असाधारण किरणों के लिए क्वार्ट्ज प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निर्धारण कैसे किया जाए तो साधारण किरणें क्या है असाधारण किरणें क्या हैं यह कैसे बनती है और साधारण और असाधारण प्रकाश के लिए यह एक ही प्रिज्म है लेकिन इन दोनों प्रकार की किरणों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा तो यह प्रदर्शित किया जाएगा कि ओ रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निर्धारण कैसे किया जाता है और ओ रे अर्थात साधारण किरण और ई रे का अर्थ है अतिरिक्त साधारण किरण फिर हम एक प्लेनो उत्तल लेंस और एक ग्लास प्लेट के बीच में एक सोडियम स्रोत से लगभग मोनोक्रोमैटिक प्रकाश का उपयोग करके न्यूटन रिंग Newton's rings के निर्माण का अध्ययन करेंगे और प्लानो उत्तल लेंस की वक्रता की त्रिज्या निर्धारित करेंगे यहाँ 7 से 13 यहाँ जो प्रयोग मैं दिखा रहा हूँ वे प्रयोग मूलतः इंटरफेरेंस के प्रयोग हैं यहां मूल रूप से आप इंटरफेरेंस के बारे में जानेंगे और इंटरफेरेंस का उपयोग करते हुए हम फ्रेस्नेल प्रिज्म या द्वि प्रिज्म का उपयोग करके या फ्रेस्नेल दर्पण या लॉयड के दर्पण का उपयोग करके सोडियम लाइट की वेवलेंथ को कैसे निर्धारित कर सकते हैं तो ये सभी प्रयोग प्रकाश के इंटरफेरेंस पर आधारित हैं तो ये दो इंटरफेरोमीटर बहुत महत्वपूर्ण हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर और फेब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर हम इन दो इंटरफेरोमीटरों के बारे में चर्चा करेंगे और दिखाएंगे की इन इंटरफेरोमीटरों का उपयोग प्रकाश की वेवलेंथ के निर्धारण के लिए कैसे किया जाता है तो यह हमारी प्रयोगशाला में प्रदर्शित किया जाएगा तो फिर यहाँ मुझे लगता है कि यह 14 से 17 है ये चार प्रयोग प्रकाश के विवर्तन पर आधारित हैं हम इन प्रयोगों का प्रदर्शन करेंगे यहां 14 वाँ प्रयोग मूल रूप से गोलाकार छिद्र के कारण फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन का प्रदर्शन है तो दो प्रकार के विवर्तन होते हैं एक है फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन और दूसरा है फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन मैं प्रयोग करने से पहले फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन के बारे में चर्चा करूंगा तो यह गोलाकार छिद्र के कारण फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन को प्रदर्शित करेगा अन्य प्रकार के स्रोतों के लिए फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन देखा जा सकता है यह तेज सीधा किनारा हो सकता है यह गोलाकार छिद्र वगैरह हो सकता है आगे हम एक स्लिट् की चौड़ाई के प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे जो एक स्लिट् के लिए एक डिफ्रेक्शन प्रयोग है फिर डबल स्लिट् के लिए मल्टी स्लिट्स multi slits के लिए स्लिट्स की n संख्या के लिए जो मूल रूप से ग्रेटिंग है अतः हम विभिन्न प्रकार के स्लिट्स के आधार पर इन तीनों प्रयोगों का प्रदर्शन करेंगे और हम चर्चा करेंगे कि इन प्रयोगों से वेवलेंथ का निर्धारण कैसे किया जाता है या ग्रेटिंग एलिमेंट का निर्धारण कैसे किया जाता है या स्लिट् में अंतरालन और स्लिट् की चौड़ाई या स्लिट् की चौड़ाई का प्रभाव इन सभी की चर्चा इन तीन प्रयोगों में की जाएगी तो प्रकाशिकी में अंतिम तीन प्रयोग मूल रूप से प्रकाश के पोलराइजेशन पर हैं इसलिए हम रिफ्लेक्शन द्वारा प्रकाश के पोलराइजेशन का अध्ययन करेंगे और ब्रूस्टर नियम Brewster's law और मालस नियम की जांच करेंगे तो ब्रूस्टर नियम Brewster's law क्या है मालस नियम क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे और हम इन नियमों की जांच करेंगे यह रिफ्लेक्शन द्वारा प्रकाश के पोलराइजेशन द्वारा सत्यापित किया जाएगा और फिर अगले प्रयोग में हम रैखिक गोलाकार और अण्डाकार रूप से पोलराइज्ड प्रकाश का प्रदर्शन वेव प्लेटस और पोलराइजर का उपयोग करके करेंगे यहां विभिन्न प्रकार की वेव प्लेटें हैं क्वार्टर वेव प्लेट हाफ वेव प्लेट और फुल वेव प्लेट तो इसकी हम प्रयोग के दौरान चर्चा करेंगे और फिर हम अंतिम प्रयोग पर चर्चा करेंगे हम प्रदर्शित करेंगे कि किसी पदार्थ के विशिष्ट घुमाव का निर्धारण कैसे किया जाए हमारे प्रकरण में हम चीनी लेंगे और हम पता लगा सकते हैं हम एक उपकरण का उपयोग करके चीनी के विशिष्ट घुमाव को निर्धारित कर सकते हैं जिसे पोलेरीमीटर कहा जाता है आगे हम चर्चा करेंगे हम क्वांटम भौतिकी पर कुछ प्रयोगों का प्रदर्शन करेंगे कठिन क्वांटम मैकेनिकस के शुरू से पहले कुछ प्रारंभिक आधुनिक भौतिकी आने लगी जो मूल रूप से क्वांटम भौतिकी को समझाएगी तो मूल रूप से परिमाणीकरण क्वांटम क्वांटा कि अवधारणा जब बनी वह मूल रूप से प्लांकस कांस्टेंट Planck's constant और फिर फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज के बाद शुरू हुआ फिर परमाणु का बोह्र सिद्धांत तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है यह क्वांटम मैकेनिकस की प्रारंभिक अवस्था थी तो उस समय विज्ञान में कल्पना थी कि सभी मॉडल सभी अटकलें आपको साबित करने होंगे यहां बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग हैं मॉडलों को सत्यापित करने में समय लगा अटकलों को सत्यापित करने के लिए हम उनमें से कुछ पर चर्चा करेंगे तो यह फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग के प्रदर्शन के बारे में चर्चा करेगा जो परमाणुओं में असतत ऊर्जा स्तरों के अस्तित्व को साबित करेगा यह बहुत अच्छा प्रयोग है उस पर चर्चा की जाएगी हमारी प्रयोगशाला में भी प्रदर्शित किया जाएगा फिर हम दिखाएंगे कि हाइड्रोजन परमाणुओं की ऐमिशन लाइनस् की वेवलेंथ को कैसे मापना है मूल रूप से बाल्मर सीरीज और कैसे कैसे राइडबर्ग कांस्टेंट की गणना करें जैसा कि आप जानते हैं यह राइडबर्ग कांस्टेंट एक स्पष्टीकरण के मामले में परमाणु स्पेक्ट्रम के स्पष्टीकरण के मामले में मूल रूप से यह बाल्मर सीरीज से शुरू किया गया था हम प्रयोगशाला में प्रदर्शित करेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु की वेवलेंथ को कैसे मापें आगे हम प्रदर्शित करेंगे की एक इलेक्ट्रान के इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे मापेंगे यह हम प्रदर्शित करेंगे प्रसिद्ध प्रयोग जिसे मूल रूप से मिलिकॉन आईल ड्रॉप Millikan's oil drop का प्रयोग कहा जाता है हम इस प्रयोग को प्रयोगशाला में प्रदर्शित करेंगे फिर हम एक और प्रयोग पर चर्चा करेंगे कि एवोगैड्रो संख्या का पता कैसे लगाया जाए यह फिर से एक और महत्वपूर्ण मौलिक कांस्टेंट है एवोगैड्रो संख्या वाल्टमीटर सिल्वर वाल्टमीटर का उपयोग करके फिर हम चर्चा करेंगे कि कैसे मापें कैसे एम द्वारा ई का पता लगाएं एक इलेक्ट्रॉन का e भाग m em ठीक है इलेक्ट्रॉन चार्ज और इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन चार्ज और द्रव्यमान का अनुपात इस अनुपात का पता लगाने के लिए एक विधि है जिसे हेलीकल विधि कहा जाता है फिर हम प्रकाश की असतत प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव का अध्ययन करेंगे यह वही प्रभाव है जिस पर चर्चा की गई थी जिसे केवल प्रकाश की पृथक्ता को देखते हुए समझाया गया था और इसे मूल रूप से फोटॉन कहा जाता है इसलिए वास्तव में प्रकाश में तरंग प्रवृत्ति के साथ साथ कण प्रवृत्ति भी होती है कण प्रकृति तो यह कण प्रकृति है जो बताएगी की वह फोटॉन है तो यह हम प्रयोगशाला में प्रदर्शित करेंगे फिर हम प्लांकस कांस्टेंट Planck's constant का निर्धारण करेंगे जो एक बहुत ही मौलिक स्थिरांक सार्वजनीन स्थिरांक है और मूल रूप से क्वांटम मैकेनिकस में इसका महत्व है तो प्लांकस कांस्टेंट Planck's constant का पता कैसे लगाएं यह भी हम अपनी प्रयोगशाला में प्रदर्शित करेंगे इसलिए यहां मैंने लगभग 27 प्रयोग प्रदर्शित करने के बारे में सोचा लेकिन मैं देखूंगा कि समय क्या अनुमति देता है मैं सभी प्रयोगों पर चर्चा करूंगा प्रदर्शन क्रम में नहीं हो सकता है लेकिन मैं उन सभी पर चर्चा करने की कोशिश करूंगा मैं यहीं रुक जाऊंगा ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद